हैलो और आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है तो पिछली कक्षा में हमने फाइब्रोनेक्टिन के खुलासा के बारे में चर्चा की थी और कैसे आप फाइब्रोनेक्टिन स्ट्रीम मॉड्यूल के भीतर अलग अलग डोमेन के खुलासा हस्ताक्षर को प्रयोगों के डिजाइन से निर्धारित कर सकते हैं इसलिए अगर मुझे कई प्रोटीन निर्माणों को इंजीनियर करना हो तो मुझे अलग चरणों को लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने इसे n के AB के रूप में लिखा है जहाँ n एक चर है तो n को इसलिए चुना गया है क्योंकि n को प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया गया है ताकि इंजीनियर प्रोटीन ठीक से सिलवटों कर सके इसलिए ऐसा करने से और कई अलग अलग निर्माणों का चयन करके आप कई डोमेन के तह हस्ताक्षर को निर्धारित कर सकते हैं एक चीज जिसे मैंने आखिरी कक्षा में संक्षेप में पेश किया था और बात की थी वह है दर निर्भर स्थिरता तो दर पर निर्भर स्थिरता से मेरा क्या मतलब है दर निर्भर स्थिरता से मेरा यह मतलब है कि पुलिंग दर को बदलने से अनफोल्डिंग बल बदल जाता है और यह कैसे बदलता है इसलिए अधिक बार आप यह देखेंगे की दिए गए टिप गति को आप बदल रहे हैं है तो अगर हम इसे 5 नैनोमीटर प्रति मिलीसेकंड कहते हैं तो यह 05 नैनोमीटर प्रति मिलीसेकंड है और यह 005 नैनोमीटर प्रति मिलीसेकंड है तो यह अक्ष आवृत्ति है और यह अक्ष बल है इसलिए यदि आप इसे कई अलग अलग डोमेन के लिए प्लॉट करते हैं तो यह टिप स्पीड या पुलिंग रेट है तोयह आप प्राप्त करेंगे इसलिए मैंने तीन अलग अलग डोमेन के लिए प्रतिनिधि दर पर निर्भर बलों को खींचा है इस मामले में A अधिकतम खींचने की दर के प्रति संवेदनशील है और C पुलिंग दर के प्रति असंवेदनशील है इसलिए उदाहरण के लिए फ़ाइब्रोनेक्टिन के मामले में यह देखा गया है कि FN3 के लिए FN 3 का पहला डोमेन बलों के लिए अधिकतम संवेदनशील है और दसवां डोमेन D जो FN 3 का दसवां डोमेन है उसमें RGD अनुक्रम शामिल है इसलिए यह बलों को खींचने के लिए औसत कम संवेदनशील है तो क्या होगा यदि कोई कोशिका इतनी अधिक मात्रा में बल प्रदान कर रही है कि पूरे प्रोटीन तह हो और क्या वह प्रोटीन का कार्य को समाप्त करेगा जो देखा गया है कि इसका एक और पहलू है की आप कहां हुए को कर सकते हैं और आप टिप को जारी करते हैं या टिप को एक स्थिति में रखते हैं यदि आप आंशिक खींचने के बाद टिप जारी करते हैं तो आप क्या देखेंगे दूसरे शब्दों में हम यह मान लें कि इस बिंदु से यह एक खींचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन है और यह टिप नीचे जाती है और फिर सेआप खींचते हैं तो जो आप इसे शुरू कर रहे हैं वह यह है कि आप देखेंगे कि इस बार जब आप टिप को आराम देते हैं और प्रोटीन को छोड़ देता है तो यह प्रोटीन अनफोल्ड होने का अनुमति देता है और आप रिफोल्डिंग का क्या हस्ताक्षर यह कैसे जानते हैं तो यह प्रोटीन हस्ताक्षर और यह प्रोटीन खुलासा हस्ताक्षर है चलिए मान लेते हैं कि डेल्टा टी जो कि 01 सेकंड है उसके बाद यदि आप फिर से खींचते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें कोई तह हस्ताक्षर नहीं है तो कुछ इस तरह से यह हो सकता है की यदि आप एक सेकंड के बाद प्रोटीन खींचते हैं तो आपका हस्ताक्षर हो सकता है जैसे यह और 10 सेकंड बाद यह आपके पास हो सकता है तो यहाँ आप देखते हैं कि यह आंशिक तह का संकेत है और यहाँ प्रोटीन पूरी तरह से मुड़ा हुआ है इसलिए आप चोटियों के विलंब प्रतिशत की साजिश कर सकते हैं तो चोटियों का यह प्रतिशत क्या है आप यह देखते हैं कि आपको कितनी चोटियाँ मिलती हैं तो यहां इस मूल्य परएक निश्चित समय की देरी परयह १०० प्रतिशत होने जा रहा है इसलिए यदि आपका समय विलंब नगण्य है तो आपको कम मूल्य दिखाई देगा जैसे 10 प्रतिशत तो यह अभी भी संकेत देगा कि चोटियों में से एक पूरी तरह से मुड़ा हुआ है और पूरी तरह से फिर से मुड़ा हुआ है तो समग्र मैं आप यह देख रहा है कि पूरा खुलासा FN 3 डोमेन मॉड्यूल के लिए है और यह १६० नैनोमीटर से ९५० नैनोमीटर विस्तार करने मैं नेतृत्व करेंगे यह एक बढ़ती लंबाई है जिसे आपने एक एफएन 3 मॉड्यूल के अनफॉलो करने में भी देखा है एक एफएन 3 मॉड्यूल 160 नैनोमीटर से 950 नैनोमीटर तक विस्तार करेगा अन्य चीजें क्या हैं तो खुलासा बलों कैसे दिखते हैं इसलिए आपने देखा है कि खुलासा बलों १०० से ३०० पिको न्यूटन के परिमाण तक हो सकता हैऔर यह ज्ञात है कि कोशिकाओं २०० पिको Newtons तक बल डाल सकते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि फाइब्रोनेक्टिन शारीरिक परिस्थितियों में अनफोल्ड नहीं होता है अंतिम बात यह है कि खुलासा क्या हासिल करता है तो डोमेन खुलासा एक अर्थ में लंबाई आराम और लोच और निश्चित रूप से सिग्नलिंग को मोड्युलेट करता है यदि मैं बल पीक नंबर का चित्र बनाना चाहता हूं प्रारंभिक में आपके पास एक रैखिक बल वक्र होगा जिसमें बलों की वृद्धि होगी और सबसे पहले जो अनफोल्ड वह तेरह एफएन 3 होगा और आपका FN १० जिसमें RGD अनुक्रम है उसमें एक मध्यवर्ती बल होता है और वह डोमेन 1 और डोमेन 2 का सबसे उच्चतम बल है इसलिए ये उच्चतम बलों में से हैं इसलिए आप जो देखते है कि खुलासा बल की मात्रा में काफी वृद्धि है और ये बल डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कैस्केड के साथ साथ प्रोटीन की प्रभावी लोच का भी विनियमित करते हैं इसलिए इसके साथ मैं ईसीएम प्रोटीन पर हमारी चर्चा समाप्त करता हूं और गैर रैखिक लोच कैसे ईसीएम नेटवर्क के स्तर पर या एक प्रोटीन के स्तर पर संलग्न है इसका असाइनमेंट पढ़ने के भाग के रूप में मैं दो मामले को असाइन करना चाहूंगा तो कृपया इन दो पत्रों को पढ़ेंतो आपको फ़ाइब्रोनेक्टिन खुलासा के बारे में अच्छी समझ मिल जाएगी ये दोनों कागज फ़ाइब्रोनेक्टिन फ़ॉल्डिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो मैंने पिछले दो तीन व्याख्यान मैं अभी चर्चा की थी तो यह ईसीएम प्रोटीन की हमारी चर्चा का समापन करता है अब मैं फिर से एक तम्बू के रूप में सेल के हमारे सादृश्य पर वापस आऊंगा आपके पास एक तम्बू के रूप में सेल है तो हमने चर्चा की चार चीजें सही हैं प्लाज्मा मेंब्रेन ईसीएम फोकल आसंजन और साइटोस्केलेटन तो ये चार चीजें हैं जो सेल आकार को स्थिर करने के लिए आवश्यक हैं इसलिए इनमें से हमने ईसीएम पर चर्चा की और अब हम फोकल अधीक्षण पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं फोकल अधीक्षण क्या करते हैं तो ये फोकल अधीक्षण जमीन पर डायनेमिक फिक्स्चर के अलावा कुछ भी नहीं हैं तो अब हम यह अनुयायी कोशिकाओं के लिए जानते हैं इसलिए यदि मैं सेल को चित्र बनाता हूं और ये आपके पास होंगे तो यह आपका नाभिक फोकल अधीक्षण है और यह F A है और बाहर आपके पास अतिरिक्त सेलुलर मैट्रिक्स है इसलिए यदि हम पूछते हैं कि इन फोकल अधीक्षण को किस प्रकार का कार्य करना चाहिए तो हम जानते हैं कि कोशिकाओं के पालन के लिए सेल सब्सट्रेट पर अटक जाना चाहिए लेकिन साथ ही यह माइग्रेट करने की स्थिति में होना चाहिए तो कोशिकाओं को शारीरिक रूप से युग्मित किया जाना चाहिए और प्रवास करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए यह फिक्स्चर के डिजाइन पर किस तरह की आवश्यकता डालता है मैं FA डिजाइन के बारे में क्या कहूं जो एक स्थिर डिजाइन हैं और चूंकि फोकल आसंजन अंदर और बाहर से वास्तविक लिंक के रूप में कार्य करता है और यदि आपके पास यह एक अकेले प्रोटीन के रूप में हैं तो आपको सेल को हिलाना पड़ेगा और आपको साइटोस्केलेल के साथ साथ ईसीएम नेटवर्क को भी पीछा करना होगा जो सभी प्रकार से जुड़ा हुआ है लेकिन यह ऊर्जावान रूप से बहुत प्रतिकूल होगा तो एकल प्रोटीन के माध्यम से मध्यस्थता कनेक्शन ऊर्जावान प्रतिकूल है इसलिए कुछ और संकेत होने चाहिए जिस तरह से फोकल आसंजन को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि कोशिकाओं के आगे बढ़ने के साथ साइटोस्केलेटल को पूरी तरह से खत्म करने की आवश्यकता न हो इसलिए अगर मैं फोकल आसंजन को ज़ूम करना चाहता हूं यह आपके फोकल आसंजनों है और अगर मैं इस संरचना को ज़ूम करता हूं तो मैं यह प्रस्तावित करता हूं की यह कोशिका के अंदर है और यह बाहर है इसलिए फोकल आसंजन का डिज़ाइन शायद कुछ साइटोस्केलेटल प्रोटीन से जुड़ा हुआ ट्रांसमीमब्रन प्रोटीन हो सकता है और फिर आपके पास नाभिक के लिए एक कनेक्शन होगा तो आपके पास दो संस्थाएं हैं इकाई A जो सेल के अंदर और बाहर दोनों को फैलाती है और ECM के साथ इंटरैक्ट करती है और आपके पास एक और इकाई B है जो A के साथ इंटरैक्ट करता है और CSK से जुड़ता है जो साइटोस्केलेटन का संक्षेप है तो इस तरह से जब सेल माइग्रेट होता है तो A से B का वियुग्मन होता है और A को फिर से डिपॉलीमराइज करने की अनुमति दे सकते हैं या निकल आए और बाहर से फिर से शामिल हो और जब B जुड़ता है आपके पास एक गतिशील कारोबार हो सकता है इसलिए ये पिक्चर या फोकल आसंजन अंधे सेल की आंखों के रूप में काम करते हैं और जिस तरह से मैंने इसके डिजाइन को सरल बनाया है उसके विपरीत फोकल आसंजन में एक कोशिका शामिल नहीं है लेकिन इसमें 100 से अधिक प्रोटीन हैं इसलिए आप फोकल आसंजन में 100 से अधिक प्रोटीन हो सकते हैं और ये फोकल आसंजन विभिन्न कार्यों की सेवा करते हैं इन 100 प्रोटीनो से ज्यादा आपके पास 05 से 1 माइक्रोन वर्ग और 3 से 10 माइक्रोन वर्ग तक के आकारों का एक व्यापक वितरण भी होगा इसलिए स्पष्ट रूप से आप देखते हैं कि इन आसंजन के दो अलग अलग आकार के वितरण हैं और वे सेल के भीतर विभिन्न स्थानों पर मौजूद हैं तो इन फोकल आसंजनों के कार्य क्या हैं तो FA एपोस्ट्रोपी s फोकल आसंजनों का संक्षिप्त रूप है इसलिए एफए एपोस्टोफे s फोकल आसंजन का छोटा रूप है इसलिए वे भौतिक भूमिका बनाते हैं जो कोशिका और कोशिका के आकार को स्थिर करता है और वे हैं जो वास्तव में परिवेश को समझते हैं और कोशिकाओं को फोकल आसंजन के माध्यम से परिवेश को कैसे समझते हैं बल ट्रांजेशन के माध्यम से इसलिए आपके पास पुलिंग फोर्स हैं जो अनुबंधित ताकतें हैं और आपके पास पुच्चीग फोर्स हैं और आप फिर से तैयार कर सकते हैं इसलिए खींचने वाली ताकतें संकुचन बल हैं जो कोशिकाओं में इन झुर्रियों को प्रेरित करती हैं और मैट्रिक्स में झुर्रियां को भी पैदा करती हैं हम पुच्चीग फोर्स का एक उदाहरण कहां देखेंगे इसलिए बलों को धकेलने का एक मामला इन्वाडोपोडिया की संरचना में हो सकता है यह जरूरी नहीं कि एक फोकल आसंजन संरचना है लेकिन इन्वाडोपोडिया में फोकल आसंजन के समान कई प्रोटीन होते हैं इसलिएप्लेन में बनने वाले फोकल आसंजन के विपरीत एक इन्वाडोपोडिया वास्तव में अपने मैट्रिक्स में फैलता है इसलिए यह मैट्रिक्स है और ये आक्रामक संरचनाओं में हैं जहां कोशिकाएं वास्तव में मैट्रिक्स में फैलती हैं इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बल लगाया जा रहा है तो फोकल आसंजन पर हमारी प्रारंभिक समझ पूरा होता है इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे प्रोटीन हैं जो फोकल आसंजन में मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन में से एक इंटीग्रिन है इसलिए इंटीग्रिन वह है जो ट्रांसमेम्ब्रान में है जिसका अर्थ है कि यह मेम्ब्रान के पार मौजूद है इसलिए आपके पास एक इंटीग्रीन है जो दो उप इकाइयों अल्फा और बीटा से बना है और ये उप इकाइयां ईसीएम प्रोटीन के प्रकार के आधार पर गैर सहसंयोजक रूप से जुड़ी हुई हैं इसलिए यदि मैं इंटीग्रीन के कुछ संयोजनों को देखना चाहता हूं जिसे मैंने केंद्र में खींचा है वहां beta 1 है और जो आप देखते हैं वह बीटा 1 कई इंटीग्रीन संयोजनों के लिए आम है तो इन सभी कोलेजन रिसेप्टर्स के लिए आपके पास अल्फा 1 बीटा 1 हो सकते हैं तो कोलेजन के लिए बाध्य करने के लिए आप के पास अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 10 बीटा 1 और अल्फा 11 बीटा 1 हो सकते हैं इसी तरह आरजीडी से बाध्य करने के लिए आपके पास अल्फा 5 बीटा 1 अल्फा 8 बीटा 1 और अल्फा वी बीटा 3 अल्फा वी बीटा 5 इत्यादि भी हो सकते हैं इसी तरह आप लेमिनिन से बाध्य करने के लिए विभिन्न अन्य संयोजन कर सकते हैं तो कुल मिलाकर 18 अल्फा और 8 बीटा उप इकाइयां हैं इसलिए आपके पास कई अलग अलग चीजें हैं उदाहरण के लिए अधिकांश कैंसर कोशिकाओं में फाइब्रोब्लास्ट में अल्फा 2 बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 1 बहुत आम हैं इसके साथ ही मैं आज के लिए यहां रुकता हूं और अगली कक्षा में फोकल आसंजन प्रोटीन पर कुछ और चर्चा करना चाहता हूं और फिर फोकल आसंजन के भीतर उनकी संरचनात्मक स्थिति या स्थान के बारे में चर्चा करना जारी रखूंगा ध्यान देने के लिए धन्यवाद